प्रश्न आसान है मुझे बस यह जानना है यहां एक बॉडी है l ठीक वैसा ही जैसा आप यहां देख रहे हैं l इस पर mg के बराबर एक वेट है l मैं इस ब्लॉक पर लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स को जानना चाहता हूं आप कैसे पता लगाते हैं मैं इस सरफेस द्वारा प्रस्तावित ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स जानना चाहता हूं l छात्र सरफेस के द्वारा प्रस्तावित ठीक है छात्र क्या अब आप जिसका परिमाण लिख सकते हैं आप इस तरफ आ सकते हैं क्या आप इसका परिमाण लिख सकते हैं छात्र जब तक कि यह एक मूवमेंट के अधीन ना हो l लेकिन यहां एक फ्रिक्शनल फोर्स है l छात्र हम नहीं जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स क्या है फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा क्या है लेकिन यहां एक फ्रिक्शनल फोर्स है l छात्र बिल्कुल सही तो यह फ्रिक्शनल फोर्स क्या है यदि हमारे पास एक वेट mg है छात्र हम वेट के बिल्कुल विपरीत एक लंबवत अभिक्रिया प्राप्त करते हैं l यह एक लंबवत अभिक्रिया है यह लंबवत अभिक्रिया है आइए हम इसे N कहते हैं l N mg के बराबर हैl फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी यदि N एक लंबवत फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स लंबवत फोर्स से संबंधित है क्या यह नहीं है छात्र यहां फ्रिक्शन होगा मान लीजिए मैं इस प्रकार से एक फोर्स लगा रहा हूं फ्रिक्शन फोर्स है l छात्र इस पर लगने वाले फोर्स की विपरीत दिशा में जो mg के बराबर दिया जाता है छात्र 0 नहीं फ्रिक्शनल फोर्स क्या है यदि है छात्र इसे लिख लीजिए छात्र माना कि बॉडी इस दिशा में गतिमान हो रही है नहीं मान लीजिए मैं यहां एक फोर्स लगा रहा हूं यहां फ्रिक्शनल फोर्स इससे संबंधित होता है छात्र कॉएफिशिएंट आफ फ्रिक्शन गुना इसे लिख लीजिए छात्र कॉएफिशिएंट आफ फ्रिक्शन गुना बहुत अच्छा आपका धन्यवाद छात्र आपका धन्यवाद l अक्सर यह गलती कई छात्र करते हैं l मैं किसी एक छात्र की ओर इशारा नहीं कर रहा हूं ज्यादातर छात्र तुरंत ही फ्रिक्शनल फोर्स को लिख देते हैं जिस पर मैं बहस करने जा रहा हूं या चर्चा कर रहा हूं यह मामला हमेशा नहीं होता है l इसलिए आइए इसको बस और गंभीरता से देखते हैं और इस विशेष समस्या को समझते हैं l इसलिए आइए मैं एक आसान विचार के साथ यहां शुरू करता हूं l आइए मान लेते हैं कि यह एक बॉडी है इस पर एक वेट कार्य कर रहा है और यदि मैं इसका फ्री बॉडी चित्रित करता हूं l क्या मैं श्रव्य हूं यदि मैं इसका फ्री बॉडी चित्रित करता हूं तब mg इस प्रकार से कार्य कर रहा है यह एक लंबवत अभिक्रिया N है इतना सही है l जब मैं एक फोर्स लगाता हूं मान लीजिए कि यह F के बराबर है तो अब मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं वह यह है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है हां उत्तर आंशिक रूप से सही है फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाले फोर्स के विपरीत होता है l लेकिन यह कहना कि यह के बराबर है हमेशा सही नहीं होता है यह वह धारणा है जिसमें ज्यादातर छात्रों के साथ समस्या होती है l वास्तव में इस विशेष मामले में जब मैं कहूं है कॉएफिशिएंट आफ फ्रिक्शन है जिसे मैं स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए ले रहा हूं l यह तभी सत्य होता है जब बॉडीज चलने लगती है या चलने वाली है l तो यदि में फ्रिक्शनल फोर्स F बनाम इस तरह लगने वाले वास्तविक फोर्स को चित्रित करता हूं l ध्यान रखिए मैं बॉटम पर लगा रहा हूं जिससे कि यह आसानी से समझ में आ जाए की यह दोनों एक कपल नहीं बनाते हैं l फोर्स F क्या होगा यदि मान लीजिए मैं यहां पर 5 किलो न्यूटन लगाता हूं l मान लेते हैं कि यह से कम है l तो क्या होगा यह 45 डिग्री की रेखा है जिसका मतलब है कि f परिमाण में कैपिटल F के बराबर है लेकिन जब यह एक विशेष मान पर पहुंच जाता है जोकि के बराबर है अर्थात् जब सब कुछ बदल जाता है फ्रिक्शनल फोर्स उस विशेष मान से ऊपर नहीं हो सकता है आइए हम मान लेते हैं स्टैटिक काइनेटिक के बराबर है l बस अभी के लिए जिससे कि तर्क वितर्क आसान है चर्चा आसान हो जाती है l इसलिए जब यह इस विशेष मान पर पहुंच जाता है कृपया याद रखें फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकता हैl क्या फोर्स F बढ़ सकता है यह बढ़ सकता है मान लीजिए यह इस प्रकार से जाता है तो अतिरिक्त फोर्स जिसकी पेशकश की गई है उसका क्या होगा l पेश किया गया अतिरिक्त फोर्स बॉडी को एक्सीलरेटिंग करने की ओर जा रहा है l क्या यह समझ में आता है इसलिए यदि मैं स्टैटिक स्थिति को देख रहा हूं यह केवल एक इंस्टेंट हैं जब जो चलना शुरू करने की दहलीज पर है l इसलिए जब मेरे पास यह बॉडी है और मैं एक फोर्स लगा रहा हूं l इसको चलाने के लिए मेरे को एक फोर्स लगाने की आवश्यकता है जो के बराबर है इसको चलना शुरू करने के लिए l जब चलना शुरू करता है तो काइनेटिक कोएफ़िशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एक भूमिका निभाएगा l यह अक्सर एक गलती है जो छात्र करते हैं और कृपया याद रखें स्मॉल f कैपिटल F के बराबर विशुद्ध रूप से साम्यावस्था से आता है l यदि मैं इस फ्री बॉडी को देखता हूं और प्राप्त करता हूंl आइए मैं इसे यहां लिखता हूं l सिगमा F x एक्स की दिशा में यदि यह x दिशा है और यह y दिशा है तो स्टैटिक स्थिति में 0 के बराबर हैं l l तत्काल मेरे पास केवल दो फोर्स हैं जो भाग ले रहे हैं यह कैपिटल F है यह स्मॉल f है जिसका मतलब है कैपिटल F माइनस स्मॉल f क्योंकि यह दिशा नेगेटिव है यह 0 के बराबर है जो स्वतः ही मुझे बताता है कि कैपिटल F स्मॉल f के बराबर है l यह कब सत्य है यह केवल तभी सत्य है जब दाहिने हाथ की तरफ 0 है l दाहिने हाथ की और क्या है यह कुछ नहीं है लेकिन यह कह रहा है कि यह स्टैटिक स्थिति में है l मान लीजिए यह डायनेमिक स्थिति में है तब जिसका मतलब है कि l इसलिए यदि मैं इन मानो को रखता हूं मेरे पास है जब इस स्टैटिक स्थिति पर यह 0 के बराबर होता है l लेकिन यदि नॉन जीरो है ऐसी स्थिति में जब यह नॉन जीरो है याद रखिए यहां एक मोशन शामिल है जिसका मतलब है कि यह पहुंचता है तो मोशन में या इंपैंडिंग मोशन पर चलने ही वाला है तब l यह क्या है यह सरफेस की प्रॉपर्टी है दो सरफेसस जो एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं l इसका साम्यावस्था से कोई लेना देना नहीं है l जब तक कि मुझे यह ना बताया जाए की यह इंडिटरमिनेट है l एक बार यदि मुझे पता है की यह है तब मैं लिख सकता हूं l इसलिए फोर्स का भाग फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा लिया जाता है और इसका कुछ भाग इसे एक्सीलरेटिंग करने की ओर जाता है l यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे समझा जाना चाहिए l यहां एक और बिंदु है जोकि बहुत महत्वपूर्ण है जब मैंने श्रीमान वेंकटराव से पूछा था तो उन्होंने उसका तुरंत उत्तर दिया था कि यदि मैं एक फोर्स इस प्रकार से लगाता हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के विरोध में कार्य करेगा l कृपया मेरे द्वारा दिए गए वक्तव्य को याद रखिएगा l आइए अब मैं यहां चलता हूं और इसे लिखता हूं फ्रिक्शनल फोर्स एक दिशा में कार्य कर रहा है हम वापस दिशा पर चलेंगेl मान लीजिए यह एक बॉडी है और मान लेते हैं कि यह फोर्स कार्य कर रहा है l उन्होंने कहा कि फ्रिक्शनल फोर्स विपरीत सेंस में कार्य करता है l अब मैं इसे थोड़ा सा ट्विस्ट देने जा रहा हूं मेरे पास इस प्रकार से कार्य कर रहा है इस प्रकार से कार्य कर रहा है इस प्रकार से कार्य कर रहा है l अब मुझे बताएं कि f की दिशा क्या होती है स्मॉल f इसलिए इसे देखने का एक आसान तरीका जो वह कह रहा है यह इसके परिणामी का विरोध कर रहा है l इसे देखने का एक सरल तरीका यह है कि यह वास्तव में फोर्स का नहीं बल्कि मोशन का विरोध कर रहा है यह मोशन का प्रतिरोध है या दूसरे शब्दों में यह मोशन या इंपैंडिंग मोशन के विपरीत दिशा में है किस पर एक सरफेस का एक सरफेस पर l एक सरफेस का यह सरफेस कौन सी है l एक सरफेस पर यह सरफेस कौन सी है l इस पर इसका l क्या यह स्पष्ट है यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए जिसका मतलब क्या है

यह है l तो जब फोर्स इस रीजन के अंदर है यह स्टैटिक साम्यवस्था में है और स्मॉल f कैपिटल F के बराबर है l इसके आगे यहां मोशन है l इसके आगे यहां दो विभिन्न दिशाओं में मोशन हैं l क्या यह समझ में आता है तीसरा बिंदु l मान लीजिए मेरे पास एक इस प्रकार से ब्लॉक हैl यह फिर से एक गलती है जोकि छात्रों द्वारा अक्सर की जाती है l इसलिए मैं सिर्फ इस प्रकार की गलती की ओर इशारा करना चाहता हूं l मान लीजिए होमोजीनियस बॉडी mg इस प्रकार कार्य कर रहा है यहां एक फोर्स इस प्रकार कार्य कर रहा है F l मूल रूप से मेरे पास कुछ ऐसा है और मैं इस प्रकार से एक फोर्स लगा रहा हूं l मेरे को अब अभिक्रिया फोर्स को चित्रित करने की आवश्यकता है l वैसे यह बहुत आसान है l कोई इसे हटा सकता है l खैर नॉर्मल अभिक्रिया कहां है यहां है l फ्रिक्शनल फोर्स कहां है क्योंकि यह इस दिशा में मोशन करता हुआ माना जाता है यह f के बराबर है l यदि यह स्टैटिक है यह इस के बराबर है l स्टैटिक की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हैं l मोशन की स्थिति फिर से एक अलग कहानी है l ठीक है l यह उत्तर सही नहीं है l यह सही नहीं है l ज्यादातर छात्र जो इसे भौतिकी से खींचने के आदी हैं भ्रमित हो जाते हैं l जब तक कि यह फोर्स यहां पर नहीं है आप देखेंगे यह किसके बराबर है यह कैपिटल F के बराबर है जिसका मतलब है यह और यह एक कपल बनाते हैं जो इस प्रकार से है l यह ऊंचाई h है F गुना h एक कपल है जो कि कार्य कर रहा है l कपल के लिए प्रतिरोध कहां है प्रतिरोध एक वेरिएशन के द्वारा पेश किया जाता है उदाहरण के लिए यदि मैं इस प्रकार एक समान नॉर्मल अभिक्रिया चित्रित करता हूं l तब यह mg के साथ परिणामी हैं l वास्तव में क्योंकि मेरे को इस कपल को स्टैटिक मामले में ऑफसेट करना है यह वास्तव में N इस प्रकार से शिफ्ट होगा इसलिए यह एक विपरीत कपल बनाएगा l यह mg के बराबर है जब मैं वर्टिकल साम्यवस्था प्राप्त करता हूं और इन दोनों के बीच में दूरी ऐसी है कि यह के बराबर है l या दूसरे शब्दों में mg गुना यह दूरी विपरीत अभिक्रिया की पेशकश करेगी l यह N क्या है यह नेट परिणामी अभिक्रिया है जो सरफेस के द्वारा प्रस्तावित दबाव से आती है l इसलिए परिणामी हैं कृपया इसे याद रखिए l कभी कभी जब मैं इस प्रकार से काटता हूं तो जो एक गलती लोग करते हैं वे कहते हैं की N इस प्रकार से कार्य करेगा यहां कोई N नहीं है l यह कुछ नहीं है लेकिन इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन का निरूपण है l जिसका परिणामी इस प्रकार से चित्रित किया गया है l तो जब मैं इस प्रकार से काट देता हूं तो मेरे पास यह अभिक्रिया पिक्चर में आ जाएगी l यह तीसरी गलती है जो कि अक्सर की जाती है l किसके साथ आधार के रूप में ज्यादातर फ्रिक्शनल समस्याओं को हल किया जा सकता है l तो आइए हम एक समस्या को लें जो अक्सर फ्रिक्शन के प्रकार के अनुप्रयोगों में उपयोग की जाती है हम सभी फ्रिक्शन का सामना कहां करते हैं हम सभी अपने लाभ के लिए फ्रिक्शन का उपयोग कहां करते हैं हम सभी को फ्रिक्शन की समस्या के साथ कहां सामना करना पड़ता है अक्सर पहले से ही बात की जाती है l एक अच्छा अनुप्रयोग जिसमें फ्रिक्शन का उपयोग सकारात्मक रूप से किया जाता है वह बेल्ट ड्राइव है l बेल्ट ड्राइव क्या है मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पर एक मोटर है मोटर के यहां पर एक रोलर है रोटर और यह घूम रहा है lमेरे पास एक अन्य मान लेते हैं कि यह एक व्हील है मेरे को इस व्हील को घुमाने की आवश्यकता है l तो आप सामान्य रूप से क्या करते हैं मैं इसे एक बेल्ट के साथ जोड़ देता हूं l आइए मैं इसे अन्य रंग के साथ चित्रित करता हूं मैं इसे एक बेल्ट के साथ जोड़ देता हूं l तो मूल रूप से क्या हो रहा है जब यह घूम रहा है तो पुली और इसके बीच फ्रिक्शन है l इसलिए यहां जब यह है घूम रहा है बेल्ट के द्वारा इस रोटर पर फ्रिक्शन होता है जो इसे बेल्ट के साथ ऊपर ले आता है l बेल्ट इसके माध्यम से फ्रिक्शन को स्थानांतरित करती है ताकि यह घूमता है और यह घूमता है यह फिसल सकता है यहां फिसलने की आवश्यकता नहीं है l यहां दो स्थितियां यहां मोशन और स्टैटिक्स को संभालने के समान ही संभाल रही हैं इसलिए आइए अब हम इस प्रकार की समस्याएं को करते हैं क्योंकि यह ऐसी समस्या हैं जिनका सामना हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसी तरह के इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में करेंगे इसका उद्देश्य यह पता लगाना है मान लीजिए मैं इसे फिक्स कर देता हूं l तो मैंने इसे फिक्स किया और यहां पर एक फोर्स लगाता हूं यहां पर टेंशन मान लीजिए यह यह मोशन में हैं l इसमें टेंशन क्या होती है क्या यह स्पष्ट है यह चल नहीं रही है l मैं इसे एक टेंशन के साथ खींच रहा हूं l आप क्या समझते हैं क्या से कम है इसका उत्तर हां है क्योंकि यहां कुछ फ्रिक्शन है जिसने कुछ टेंशन को कम कर दिया है l से कम होगा l क्या मैं का पता लगा सकता हूं यह प्रश्न है आइए अब हम इसका उत्तर देते हैं l यह महत्वपूर्ण क्यों है इस प्रश्न का उत्तर देकर मैं आपको यह बता सकूंगा और के आधार पर क्या इसमें या इसमें फिसलन हुई है l यदि कोई फिसलन नहीं हुई है तब पूरी चीज को यहां इस पर स्थानांतरित कर दी जाती है l इसे सामान्यता एफर्ट कहा जाता है और यह लोड हैं l आप नहीं चाहते हैं कि पावर फ्रिक्शन में व्यर्थ हो जाए क्योंकि फ्रिक्शन इसे हीट में बदलने जा रहा है और यहां अनावश्यक रूप से एनर्जी की हानि होती है साथ ही अन्य नुकसान भी होते हैं जिनका आप सामना करेंगे